ताकि आप रिकसिवविभाजन के लिए भी कार्यों का उपयोग कर सकते हैं तो यह एक बहुत ही सरल उदाहरण है आप यहाँ क्या कर रहे हैं आप एक ऐरे के योग की गणना करना चाहते हैं पहले आप ऐरे को सभी 1 के साथ आरंभीकृत करते हैं ठीक है अतः आप कहते हैं कि 'hash pragma omp parallel' इसलिए कई थ्रेडस यहाँ पर लॉन्च होने वाले हैं और फिर एक थ्रेड जाता है और 'sum equal to do sum' को कॉल करता है ठीक है do sum एक फंक्शन है जो वास्तव में एलिमेंट्स के योग की गणना करता है और यह do sum का इंप्लीमेंटेशन है 'do sum' कैसा दिखता है तो यह क्या करने जा रहा है यह रिकसिव विभाजन करने जा रहा हैयह ऐरे को आधे में विभाजित करने और 2 कार्य बनाने जा रहा है एक दाहिने हाथ की ओर की सम की गणना करने के लिएएक बाएं हाथ की ओर की सम की गणना करने के लिए तो ये कुछ बाउंड्री कंडीशन हैंडलिंग हैं अब यहां यह क्या करता है यह मध्य बिंदु की गणना करता है और यह प्रिंट करता है कि कौन योग कर रहा हैऔर अंत में यह यहां 'hash pragma omp task' कहता है और इसे शुरू से लेकर मध्य तक काम सौंपता हैऔर फिर यह यहाँ पर एक और कार्य बनाता है और इसे मध्य प्लस 1 से अंत तक काम एसाइन करता है सरल लगता है और अंत में यह कहेगा कि 'result is equal to x plus y और यही वह है जो यहाँ पर लौटा है तो इस कोड के साथ कई मुद्दे हैं मामला क्या है छात्र 'res is equal to x plus y' से पहले एक अवरोध होना चाहिए 'res is equal to x plus y' से पहले एक अवरोध होना चाहिए इस बिंदु पर x का मान क्या है छात्र फंक्शन ने जो मान वापिस किया है फंक्शन ने जो वापिस किया है इसलिए समस्या यह है कि डिफ़ॉल्ट रूप से चर को पहला निजी माना जाता है जिसका अर्थ है कि एक अलग प्रतिलिपि बनाई जाती है तो इस समय x के लिए एक अलग प्रतिलिपि बनाई गई है और जिस क्षण यह कार्य पूरा हो जाएगावह प्रतिलिपि चली गई है वह डेटा चला गया है यह वापस उसी चर को रेफर नहीं कर रहा है तो यह पहली बग है इसलिए यदि मैं वास्तव में इस कोड को चलाता हूं तो मुझे क्या देखना चाहिए मुझे उम्मीद के अनुसार कुछ कचरा दिखाई दे रहा है इसलिए मुझे यही करना है इसलिए मुझे यह कहने की आवश्यकता है कि इन कार्यों में x और y दोनों को साझा किया गया है अब क्या होगा जब यह कार्य पूरा हो जाएगा जब यह x का मान निर्धारित करेगा यह वास्तव में डेलीगेटर के मानको निर्धारित कर रहा है जहां से इसे बुलाया गया था और इसी तरह यह y डेलीगेटर के मान को निर्धारित कर रहा है जहां से इसे बुलाया गया था अब समस्या क्या है तो अब जब आपका सामना 'res equal to x plus y' से होता है आप वास्तव में इन 2 मान को जोड़ रहे हैं लेकिन आपने उन्हें कार्यों से सही तरीके से निर्धारित किया है तो साझा मुद्दा हल हो गया है एक और मुद्दा है छात्र इसके लिए कार्यों का इंतजार करना पड़ता है इसे उन कार्यों को पूरा करने के लिए इंतजार करना पड़ता है समस्या यह है कि यह थ्रेड यहां इस कार्य को बनाने जा रहा है इस कार्य को यहां बना रहा है और फिर अपना काम कर रहा हैयह उनके पूरा होने का इंतजार नहीं करने वाला है उन कार्यों को स्पॉन किया जा चुका है है बनाया जा चुका हैमुझे नहीं पता कि वे कब निष्पादन करेंगे तो मैं इस समय x और y का मान कैसे जान सकता हूं मुझे पता नहीं है कि ये मान क्या सही हैं वे इन फ़ंक्शन कॉल से नहीं भरे गए हैं इसलिए मुझे इन कार्यों के पूरा होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है तो मैं इन कार्यों के पूरा होने की प्रतीक्षा कैसे करूं मैं बैरियर का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि एक बैरियरक्या करती है एक बैरियर सभी थ्रेड्सको पूरा करने के लिए सभी कार्यों की प्रतीक्षा करता है छात्र हां यह वह नहीं है जो मैं यहां चाहता हूं छात्र मैं चाहता हूं कि केवल इस थ्रेड् से स्पॉन हुए कार्य पूरे हों मैं उन सभी कार्यों की प्रतीक्षा करना चाहता हूं जो स्पॉन हुए है जो इस से भी नहीं जो कि इस कार्य द्वारा केवल स्पॉन किए गए हों इसलिए जब कोई कार्य निष्पादित होता है तो वह अधिक कार्य स्पॉनकर सकता है मैं उन कार्यों को पूरा करना चाहता हूं और फिर आगे बढ़ना चाहता हूं अब यह जो दिखा रहा है वह यह है कि जब मैं इस कोड को चलाता हूंसही तब भी मुझे गलत परिणाम मिलता है यह एक विशेष डायरेक्टिव है 'hash pragma omp taskwait' जो कहता है कि इस कार्य द्वारा अब तक स्पॉन किए गए सभी कार्यों की प्रतीक्षा करें छात्र क्या होगा यदि कार्य एक थ्रेड द्वारा स्पॉन किए जा रहे हैं और कोई कार्य नहीं है इसलिए वास्तव में ओपनएमपी में जब आप एक समानांतर क्षेत्र का सामना करते हैं तो आप जो स्पॉन करते हैं वह चार थ्रेड्स नहीं होते हैं बल्कि चार कार्य होते हैं तो हम उसमें नहीं जाएंगे शीर्ष स्तर पर इसे इस रूप में सोचें कि या तो उन कार्यों का समुच्चय जो इस कार्य द्वारा उत्पन्न किए गए हैं या यदि यह एक कार्य नहीं है लेकिन शीर्ष स्तर पर एक थ्रेड है तो सभी कार्य इस थ्रेड द्वारा किए गए हैं ठीक है यह उन सभी के पूरा होने का इंतजार करता है बैरियर यहां क्या करने जा रहा है इसलिए एक बैरियरयहाँ पर काफी समस्याग्रस्त होने वाली है कार्यों के अंदर बैरियर का उपयोग करना बहुत खतरनाक है बहुत खतरनाक है मान लीजिए कि आपने दो कार्य स्पॉन किए हैं यहां चार थ्रेड्स हैं लेकिन केवल दो कार्य स्पॉन हुए हैं वे दो कार्य एक बैरियर को कॉलकरते हैं वे बैरियर में फंस जाते हैं अन्य दो थ्रेड्स एक कार्य को भी कॉलनहीं करते हैं वे सीधे चलते हैं कोई एक बैरियर नहीं है कि जिससे सभी का सामना हो रहा है वे कभी भी एक बैरियर का सामना नहीं करते हैं तो तुम वहाँ फंस जाओगे अन्य मामले भी हैंयहां तक कि अगर सभी थ्रेड्स कार्य स्पॉन कर रहे थे तो आप कैसे जानते हैं कि वे कितने कार्य स्पॉन कर रहे थे या वे कितने कार्य का निष्पादन कर रहे थेसभी कार्यों को एक थ्रेड् या 10 एक के द्वारा 5 दूसरे के द्वारा निष्पादित किया जा सकता है लेकिन अगर आप उसके अंदर एक बैरियर को बुला रहे हैं तो आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी थ्रेड्स बैरियर को समान संख्या में कॉल करने जा रहे हैं आप इसके बारे में सुनिश्चित नहीं हो सकते हैं और यदि सभी थ्रेड्सबैरियर को समान संख्या मे कॉल नहीं कर रहे हैं तो आप फंसने के लिए बाध्य हैं आपका कोड हैंग हो जाएगा तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान से बैरियर का उपयोग करेंबैरियर के लिए एक सरल उपयोग मामला है कि मुख्य कोड में सभी कार्यों को समाप्त करने के लिए प्रतीक्षा करें यही तरीका है आपको इसका उपयोग करना चाहिए सही कुछ कार्यों को पूरा होने के लिए इंतजार नहीं करना है जो बहुत खतरनाक है कार्यों के अंदर इसका उपयोग नहीं करें कार्यों के अंदर बैरियर बहुत खतरनाक है इसलिए सही कॉल 'hash pragma omp taskwait' है जो इन के पूरा होने का इंतजार करता है अब यह संभव है कि इसके बाद मैं और अधिक कार्य स्पॉन करूं और मैं फिर से 'hash pragma omp taskwait' को कॉल करूं इसलिए एक कार्य के भीतर मैं इसे कई बार कॉल कर सकता हूं यह ठीक है लेकिन इस समय यह थ्रेड् प्रतीक्षा करने वाला है और जब तक ये कार्य नहीं किए जाते हैं तब तक यह शेष कथनों को निष्पादित नहीं करेगा इसका मतलब यह नहीं है कि यह प्रोसेसर निष्क्रिय होने जा रहा है यह इसे एक तरफ रखने जा रहा है और यह देखना शुरू कर रहा है कि क्या कोई कार्य है जिसे उठा सकता है यदि कोई कार्य है तो इसे निष्पादित करना शुरू कर सकता है हां इसलिए अब यदि मैं कोड निष्पादित करता हूं तो मुझे सही परिणाम दिखाई देता है यही मुझे उम्मीद थी आपको इसके साथ बहुत सावधान रहना होगा इसलिए हम इस स्लाइड पर वापस आते हैं यहां क्या खतरा है मैंने कहा है कि x और y साझा किए गए हैं जिसका अर्थ है कि ये कार्य इन स्थानों की ओर इशारा कर रहे हैंये ये स्थान कहाँ हैं ये स्टैक पर हैं यह एक फ़ंक्शन है कब ये स्टैक से निकाले जाने वाले हैं जब यह फ़ंक्शन समाप्त होता है सही और इस मामले में क्योंकि मेरे पास टास्कवेट नहीं है जिस क्षण आप यहां पहुंचते हैं और यह फ़ंक्शन समाप्त होता हैयह डेटाचला जाता है यह मेमोरी लोकेशन अब मान्य नहीं है इसका इस्तेमाल कुछ अन्य फंक्शन कॉल या कुछ और के द्वारा किया जा सकता है कुछ अन्य डेटास्टैक पर आ सकते हैं ठीक है तो वह मेमोरी लोकेशन इस x और y से संबंधित नहीं है इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा जब आप कार्यों के अंदर साझा का उपयोग कर रहे होंउस यह सुनिश्चित करें कि डेटा कार्य पूरा होने तक इसका स्कोप मान्य है छात्र तो इस मामले में कोई अंतर्निहित बैरियर नहीं है निहित बैरियर कुछ ओएमपी डायरेक्टिव के साथ जुड़ा हुआ है यहां यह एक फ़ंक्शन कॉल है छात्र तो आपके पास एक फ़ंक्शन है जो कार्य को कॉल कर रहा है और यह एक समानांतर क्षेत्र के अंदर भी नहीं है नहीं नहीं याद रखें यह वह जगह है जहां हमने शुरू किया था छात्र हाँ लेकिन एक फ़ंक्शन कैसे जानता है फ़ंक्शन को जानने की आवश्यकता नहीं है आपको एक प्रोग्रामर के रूप में जानना होगा छात्र एक कार्य को एक समानांतर क्षेत्र के अंदर होना चाहिए छात्र आप एक कार्य को एक समानांतर के बिना स्पॉन नहीं कर सकते छात्र तो फ़ंक्शन को यह कार्य बताना होगा कि यह आपका समानांतर क्षेत्र है यह कुछ रनटाइम पर किया जाता हैमेरा मतलब है कंपाइलर उस कोड को किसी चीज़ से बदलने जा रहा है हो सकता है कि वे वैरिएबल एक्सेस कर रहे हों जो उस समय समानांतर क्षेत्र के शुरू होने पर शुरू हुए थे और इसी तरह इसलिए यदि आप उस फ़ंक्शन को एक समानांतर क्षेत्र के बाहर से कॉल करते हैं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगेतो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे लेकिन यह एक रनटाइम त्रुटि होगी कंपाइल टाइम बग नहीं यह कंपाइल टाइम पर मेरा मतलब है कंपाइलर कैसे जानता है कंपाइलर केवल यह मान लेगा कि यह एक समानांतर क्षेत्र के अंदर होना चाहिए लेकिन यह जानने की जरूरत नहीं है कि कौन सा समानांतर क्षेत्र है आप विभिन्न समानांतर क्षेत्रों से समान फंक्शनस इन्वोक कर सकते हैं क्या नुकसान है मैं अलग अलग समानांतर क्षेत्रों से दो या तीन बार योग क्यों नहीं कर सकता इसीलिए इसे समानांतर क्षेत्र से नहीं जोड़ा जाना चाहिए इसलिए याद रखें कि कार्य प्रतीक्षा एक बैरियर नहीं है ठीक है मुझे आशा है कि स्पष्ट है कि बैरियर और कार्य प्रतीक्षा के बीच अंतर है हमने देखा है कि बैरियर कार्य प्रतीक्षा के रूप में कार्य नहीं करती है लेकिन कार्य प्रतीक्षा भी बैरियर के रूप में कार्य नहीं करती है सही और यह देखने के लिए एक सरल उदाहरण है इसलिए हमारे पास नो वेट हैश प्रगमा ओएमपी फॉर है और मैंने कहा है हैश प्रगमा ओएमपी टास्क वेट इस फॉर लूप के अंत में और फिर मैं हैश प्रगमा ओएमपी मास्टर्स से योग की छपाई कर रहा हूं तो केवल एक थ्रेड योग प्रिंट कर रहाहै तो यहाँ क्या होने जा रहा है तो इस मामले में क्या होता है इस विशेष रन में अगर हम आउटपुट देखते हैं तो मास्टर थ्रेड थ्रेड 0 यह सामने आया इसने हैश प्रागम ओएमपी टास्क का सामना किया प्रतीक्षा करें लेकिन जो कुछ भी उसने स्पॉनकिया था वह पहले से ही उन कार्यों में गणना की गई है जो इसे पूरा कर चुके थे तो यह आगे बढ़ने जा रहा है और यह सम प्रिंट करने वाला है और आप देखते हैं कि उस समय सम का मान 300 है यह 600 नहीं है सही है तो बस कार्य प्रतीक्षा और बैरियर के बीच अंतर के बारे में सावधान रहें सही